15 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है जो कि ट्यूटोरियल 3 है हम कुछ समस्या को हल करते हुए देखेंगे वेवगाइड और स्कैटरिंग मापदंडों पर समतुल्य वोल्टेज और धारा धारणा देखेंगे पहली समस्या TEm 0 मोड क्षेत्र के लिए समतुल्य वोल्टेज और धारा को निर्धारित करेंगे एक आयताकार वेवगाइड में हमने देखा है कि इसे कैसे करना है अब सिर्फ TEm 0 मोड को देखें अनुप्रस्थ विद्युत का अर्थ है EZ 0 और H Z यह व्यापक रूप है a और b आयताकार वेवगाइड के क्रॉस सेक्शन के आयाम हैं इसलिए यदि आप TEm 0 क्षेत्र लिखते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्र और आयातित क्षेत्र होंगे जाहिर है वे भी परावर्तन क्षेत्र हैं अब इन रूप में लिखा जा सकता है इसलिए जब हम कह रहे हैं कि एक आयाम भाग है तो यह आईगन फ़ंक्शन हिस्सा है यह Z प्रसार भाग भी इस तरह से है जहां यह प्रसार गुणांक या चरण गुणांक है क्योंकि हम दोषरहित रेखा मान रहे हैं γ jβ तो βm0 मोड इस तरह है अब यह है यह अचर है और इस तरह है अब हम परिभाषित करते हैं जैसा कि हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र और वोल्टेज आनुपातिक होना चाहिए तो उस आनुपातिकता स्थिरांक हमें C1 कहते हैं तो यह एक वोल्टेज मात्रा है जिसे हम वोल्टेज तरंग के परिमाण के लिए आनुपातिक बना रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र हिस्सा था इसलिए इसे हम धारा के समानुपाती बना रहे हैं यह आनुपातिकता स्थिरांक C2 है तो यह C1 C2 अंत में एक मूल्य है हमें अब समतुल्य वोल्टेज और धारा का पता लगाना है इस तरह की चीजें शक्ति समतुल्यता को लागू करती हैं तो पहले इन परिभाषाओं के साथ क्षेत्र 1 पता करें बिजली आयातित शक्ति क्या है तो आपके लिए सभी कदम उठाए गए हैं पॉइंटइन वेक्टर का अर्थ है गाइड S पर एकीकरण और गाइड का अनुप्रस्थ अनुभाग इसका मतलब है कि एक आयताकार तरंग गाइड के लिए यह x से 0 a है y 0 से b तक जाता है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं कि अब हमने यहां किया है कि ये चीज हैं और यह औसत शक्ति के बराबर होना चाहिए जो कि शक्ति समतुल्य हिस्सा था इसलिए यदि आप बराबरी करते हैं कि आपको ये रिश्ता मिलता है अब C1 और C2 अचर और वास्तविक हैं तो C2 C2 के बराबर होगा इसका मतलब है कि C1 C2 उत्पाद −ab 2 है यह 1 समीकरण है इसलिए हम इसे समीकरण संख्या 1 कह रहे हैं फिर अगला हिस्सा प्रतिबाधा तुल्यता है तो प्रतिबाधा है हमने कहा कि हमारे पास 2 विकल्प हैं या तो हम इसे TEm 0 मोड तरंग प्रतिबाधा के बराबर या 1 के बराबर बनाते हैं हम दूसरा ले रहे हैं कि यह 1 के बराबर है तो यह हमारी 1 चीज़ बनाता है बिजली के प्रवाह के कारण इस ऋणात्मक को ध्यान में रखें कि हमेशा E y और H x वहां मानक से 1 दूसरे के विपरीत होना चाहिए तो कि शक्ति प्रवाह कर सकती है क्योंकि y क्रॉस x ऋणात्मक है इसलिए एक और ऋणात्मक की आवश्यकता है तो वह आयातित तरंग भाग हम धनात्मक Z दिशा में बहते हुए मान रहे हैं यह ऋणात्मक है तो अगर आप C1 C2 निकालते हैं तो ये 1 η होंगे एटा η इस मात्रा से विभाजित आंतरिक प्रतिबाधा है तो आपके पास अब 2 समीकरण हैं C1 और C2 2 अज्ञात के लिए C1 C2 2 समीकरण 2 अज्ञात तो आप हल कर सकते हैं यदि आप हल करते हैं कि आप प्राप्त करें C1 यह है और C2 यह है इसलिए TEm 0 के आधार पर आपके पास ये समाधान हैं इसलिए यह सरल है कि एक बार जब हम C1 और C2 प्राप्त कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने ओ लिखा है तो एक बार जब आप C1 जानते हैं C2 आप TEm 0 मोड के लिए V का वर्णन कर सकते हैं जो आप इस मूल्य को जानते हैं यह धनात्मक तो यह वर्णन है C1 C2 वहाँ से आएगा वह सब अब दूसरी समस्या पर आगे बढ़ेगा इसलिए हमने देखा है कि वोल्टेज और धारा को कैसे परिभाषित करना है अब स्कैटरिंग मापदंडों को देखें मान लीजिए कि यह मापदंड है इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं तो इसे इस स्लाइड में सही करें जो इसे दिया गया है तो एक 2 पोर्ट नेटवर्क स्कैटरिंग मापदंड दिया जाता है अब यह निर्धारित करें कि नेटवर्क दोषरहित और पारस्परिक है या नहीं तो आप जानते हैं कि यह एस मापदंड है तो हम जानते हैं कि यह पारस्परिक होगा यदि यह एस सममित होगा इसका मतलब है कि S S' के समान है और इसे दोषरहित बनाता है होगा यदि S एकात्मक है इसलिए आपको यह बदलना होगा कि तब यह कहा जाता है कि यदि पोर्ट 1 को मिलान लोड के साथ समाप्त किया जाता है तो पोर्ट 2 और तीसरे भाग में वापसी नुकसान क्या होता है यदि पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट के साथ समाप्त हो जाता है तो पोर्ट पर वापसी नुकसान क्या है 1 तो चलिए पहले भाग को देखते हैं कि यहाँ सही ढंग से S मैट्रिक्स लिखा है तो दोषरहित नेटवर्क एकात्मक विशेषता के लिए अब एकात्मक विशेषता किसी भी 1 पंक्ति को अपने साथ संयुग्मित करने के लिए 1 के बराबर होगा तो पंक्ति का अर्थ है कि हम इस पंक्ति को कहें तो 015 वर्ग इस संयुग्मित के साथ एक अदिश गुणनफल संयुग्मित इसका मतलब है कि 2 085 2 हो जाएगा अब ये मान 075 हो गए हैं यह 1 नहीं है इसलिए 1 तुरंत संतुष्ट न होने पर हम कह सकते हैं कि नेटवर्क दोषरहित नहीं है इसका मतलब है कि यह एक नुकसानदेह नेटवर्क है लेकिन क्या यह पारस्परिक है इसके लिए आप देखते हैं कि यह समरूपता है इसका मतलब है अगर मैं इस 1 को ट्रांस्पोज करें कि मुझे क्या मिलेगा इसका ट्रांस्पोज S T कितना होगा ट्रांस्पोज का अर्थ है पंक्ति स्तंभ बन जाती है तो यह नया 1 होगा उसी समय आप यहां ऋणात्मक 45 45 देखते हैं इसलिए नेटवर्क भी पारस्परिक नहीं है इसलिए एक भाग को हल किया गया है कि यह दोषरहित नहीं है पारस्परिक नहीं है फिर पोर्ट 1 मिलान समाप्त हो गया है तो हम जानते हैं कि पोर्ट 2 पर वापसी का नुकसान क्या है जो S 22 के समान है S 22 इन्हीं की ओर इशारा करता है तो वापसी नुकसान यह एक अदिश राशि है तो वह है −20 log 14 dB इसलिए पोर्ट 2 वापसी नुकसान 14 डीबी होगा जब पोर्ट 1 को मिलान समाप्त कर दिया जाता है जो कि समाधान बी बहुत सरल है अब समाधान c यह कहता है कि पोर्ट 2 शॉर्ट है पोर्ट 1 पर वापसी नुकसान क्या है तो पोर्ट 2 शॉर्ट है शॉर्ट कहता है फिर अब यहाँ हम ये मान डालते हैं कि तो यहाँ से मैं जो है उसके लिए हल कर सकता हूँ अब एस मैट्रिक्स के दूसरे समीकरण पर जाएं यह है हम का मान रख रहे हैं तो सब कुछ अब और के संदर्भ में है तो मैं वह अनुपात ले सकता हूं जो ऐसा हो जाता है सामान्य तौर पर यह पोर्ट 1 पर परावर्तन गुणांक है और परावर्तन गुणांक बराबर है आप देखते हैं कि परावर्तन गुणांक Γ1 S 11 के बराबर नहीं है यह S 11 के बराबर है जब ये अंश 0 हो जाते हैं जब वे 0 हो जाते हैं जब मैं उस पोर्ट 2 का मिलान करता हूं अगर मैंने पोर्ट 2 का मिलान किया तो पोर्ट 2 से पोर्ट 1 के लिए कुछ भी नहीं आता है उस समय S 12 0 बन जाता है और यह पूरी चीज 0 हो जाती है और उस समय यह बराबर हो जाता है लेकिन अभी नहीं तो कम से कम यहां नहीं क्योंकि यह मिलान समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि यहां पोर्ट 2 को शॉर्ट किया गया है तो Γ1 यह है अब आप एस मैट्रिक्स से इन मूल्यों को जानते हैं आप इन मूल्यों और इसे पा सकते हैं आप एक बार परावर्तन गुणांक को जानते हैं तो वापसी हानि को जान सकते हैं आप पा सकते हैं वापसी हानि परावर्तन गुणांक काम्प्लेक्स मात्रा है वापसी हानि अदिश राशि है कृपया याद रखें कि यही कारण है कि यह लॉग Γ1 का परिमाण है तो हमने 3 भाग को हल किया है एस मापदंड को देखते हुए हम यह पता लगा सकते हैं कि नेटवर्क की विशेषता क्या है क्या यह दोषरहित था क्या यह पारस्परिक था तो विभिन्न पोर्ट स्थितियों को देखते हुए हमें विभिन्न पोर्ट पर परावर्तन गुणांक खोजने के लिए कहा जाता है जो हमने बी में किया है यह था कि 1 पोर्ट का मिलान अन्य पोर्ट वापसी नुकसान से होता है सी में 1 पोर्ट में शॉर्ट किया गया है अन्य पोर्ट वापसी नुकसान है अब तीसरी समस्या देखें निम्नलिखित 2 पोर्ट नेटवर्क का वह S मैट्रिक्स फिर से सत्यापित करें कि नेटवर्क दोषरहित है या नहीं कि आप देखते हैं कि यह विशुद्ध रूप से लमप्ड तत्व वाला मामला है तो Z मैट्रिक्स पर जाना आसान है Z मैट्रिक्स को खोजें यह एक सरल सममितीय टी नेटवर्क है आप Z मैट्रिक्स को बहुत आसानी से पा सकते हैं Z मैट्रिक्स को Z मैट्रिक्स से खोजने में बहुत आसानी से पा सकते हैं एस मैट्रिक्स को खोजने के लिए सूत्र का उपयोग करें क्योंकि अन्यथा यदि आप एस मैट्रिक्स को खोजने की कोशिश करते हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि विभिन्न पोर्ट में परावर्तन वगैरह क्या है आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सिर्फ Z मैट्रिक्स में आ सकते हैं यदि आप Z मैट्रिक्स करते हैं तो ऐसा होगा यह मुझे लगता है कि आप सभी अपने पहले के ज्ञान से जानते हैं कि एक टी नेटवर्क का Z मैट्रिक्स कैसे खोजना है तो यह Z मैट्रिक्स होगा अब एक बार जब आपको Z मैट्रिक्स मिल जाता है तो आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं S Z U −1 Z − U तो ऐसा करें कि यह सरल मैट्रिक्स बीजगणित है और फिर यह इस तरह बन जाएगा यह आप देख सकते हैं कि कुछ पुस्तकों में ये गलत दिए गए हैं लेकिन ये सही उत्तर हैं फिर जाँचना कि नेटवर्क दोषरहित है या नहीं इसलिए आप फिर से एकात्मक विशेषता लागू करते हैं और देखते हैं कि यह एकात्मक नहीं है तो यह एक नुकसानदायक नेटवर्क है जाहिर है यह होना चाहिए क्योंकि नेटवर्क प्रतिरोधक था तो इससे आप यह भी कह सकते हैं कि यह हानिपूर्ण होना चाहिए लेकिन गणितीय रूप से आपको यह साबित करना होगा कि यह बात क्यों है अब यह विशेषता प्रतिबाधा 50 ओम के साथ 2 पोर्ट नेटवर्क दोनों पोर्ट पर दिया जाता है जैसे कि ये विभिन्न पोर्ट वोल्टेज और धारा मान हैं इसलिए प्रत्येक पोर्ट पर देखे गए इनपुट प्रतिबाधा को निर्धारित करें और प्रत्येक पोर्ट पर आयातित और परावर्तित वोल्टेज को ढूंढें तो यह दोनों पोर्ट पर दिया गया है तो पोर्ट 1 में देखा जाने वाला प्रतिबाधा स्व प्रतिबाधा जो वोल्टेज धाराओं का एक अनुपात होगा जिसे आप Z 1 पा सकते हैं भले ही आप पोर्ट 2 Z 2 से देखते हैं स्व प्रतिबाधा Z 2 ये होगा अब वोल्टेज इसलिए पोर्ट 1 पर परावर्तन गुणांक को आप दी गई विशेषता प्रतिबाधा Z 1 Z 0 से जानते हैं इसलिए और यदि आप प्रतिबाधा को देखते हैं तो आप S11 0 पा सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से 0 होना चाहिए और V1 के बराबर है इसी तरह आप पता लगा सकते हैं कि यह क्या है तो आप देखते हैं कि उन समस्याओं को भी हल कर रहे हैं अब आखिरी समस्या जो दोषरहित संचरण रेखा के एस मैट्रिक्स को निर्धारित करती है यह एक वितरित रेखा है इसलिए 1 गीगा हर्ट्ज पर यह एस मैट्रिक्स लेना आसान है यह उस रेखा को 75 सेंटीमीटर की विशेषता प्रतिबाधा Z 0 के रूप में मान लेना आसान है तो हमें प्रसारण रेखा को 2 पोर्ट नेटवर्क के रूप में देखते हैं जाहिर है तो एस मापदंड ऐसा है जो कि परिभाषा है अब 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए S 11 यह है तो n पोर्ट 2 मिलान समाप्त हो गया है इस मामले में λ लैम्ब्डा तो 1 गीगा हर्ट्ज 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब है λ 30 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर होगा मतलब यह एक λ 4 रेखा है तो विद्युत लंबाई βl कैसे होगी β2 π λ चरण अचर तो βl π 2 इसका मतलब है कि चौथाई तरंग रेखा याद रखें कि इसकी विद्युत लंबाई 22 90 डिग्री है अब पोर्ट S11 और S2 1 खोजने के लिए कैसे निर्धारित करें आपको पोर्ट 2 का मिलान करना होगा क्योंकि हमने आपको यहां Z0 कनेक्ट करते हुए देखा है तो जिस क्षण आप यहां Z0 डालते हैं इसका मतलब है यहाँ से जो भी संकेत आ रहा है वह कुछ भी नहीं है तो 0 है अगर नहीं भी जाता है तो 0 है तो अब क्या है जो यहाँ आ रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ से रोमांचक हैं इसलिए यह लहर यहां आ रही है इसलिए लंबाई l की एक संचरण रेखा में l की एक दोषरहित संचरण रेखा l एक लहर यहाँ से शुरू होने के बाद दूरी l होती है और यह e jβl का एक चरण जोड़ देगा तो यह वही है जो हमने लिखा है βl π 2 तो जिस क्षण आपको मिला कि आप S 11का पता लगा सकते हैं इस शर्त के तहत पहले से ही हम यहाँ हैं इसलिए हमें यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है इसलिए क्योंकि यहां 0 है और तो आपको एस मापदंड का पहला पंक्ति पहला कॉलम मिला आइए हम दूसरा देखें दूसरे स्तंभ के निर्धारण लिए आपको पोर्ट 1 को मिलान टर्मिनेट करना है अब पोर्ट 1 मिलान समाप्त होने का अर्थ है कि आपके द्वारा देखा गया 0 के बराबर है यह भी 0 के बराबर है अब इस मामले में आप यहाँ से एक्साइड कर रहे हैं तो यह कितना होगा जब यह यहाँ आ रहा है कि होगा तो और के बीच क्या संबंध है प्रसारण रेखा तरंग 1 छोर से दूसरे छोर तक चलती है तो एक बार जब आप पता लगा लेते हैं S22 क्या है तो अब आप डाल दें तो एस मैट्रिक्स के रूप में एक प्रसारण रेखा है कि यदि विशेषता प्रतिबाधा Z 0 के साथ प्रसारण रेखा आपका संदर्भ प्रतिबाधा भी Z 0 है तो पोर्ट 1 पर भी कोई परावर्तन नहीं है पोर्ट 2 पर भी कोई परावर्तन नहीं है लेकिन एक संचरण है यही कारण है कि संचरण रेखा है लेकिन एक चौथाई तरंग रेखा के लिए आप अग्रेषित तरंग और आयातित तरंग और परावर्तन तरंग दोनों प्राप्त कर रहे हैं उन्हें ऋणात्मक जे का चरण परिवर्तन मिल रहा है यदि आप उसे शून्य से बचना चाहते हैं तो आपको रेखा बदलनी होगी तो आप एक गैर द्विघात चीज प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह शब्द स्कैटरिंग मापदंड है अब यदि यह आप के लिए Z मापदंड का पता लगाते हैं तो आप उस मापदंड का उपयोग कर सकते हैं जो हमने S मापदंड से दिया है आप Z मापदंड पर जा सकते हैं लेकिन सीधे S मापदंड का मूल्यांकन करना आसान है क्योंकि यह एक वितरित रेखा है यहां तरंग चित्र अधिक प्रमुख या जिसे आप कह सकते हैं अधिक स्पष्ट है माइक्रोवेव इंजीनियर के रूप में यह सभी प्रकार की समस्याएं हैं जिन्हें आपको हल करने की आवश्यकता है इसलिए कि विभिन्न सर्किट नेटवर्क वगैरह के एस मापदंडों को खोजने के लिए और माप के लिए नेटवर्क विश्लेषक आपकी मदद के लिए है